नमस्कार आप सब छात्रों का स्वागत है तो हम कैश मैनेजमेंट लाभ में है इसलिए केवल लाभ के साथ अपने आपको संतुष्ट करना पर्याप्त नहीं है हमें यह समझना होगा कि लाभ नकद में होना चाहिए यदि नकद है तो नकद का प्रबंधन कैसे किया जाए नकद के रूप में कितना नकद रखा जाए और कितना मार्केटेबल सिक्योरिटीज की लागत कम हो जाए और वे आय भी उत्पन्न करने लगें तो नकद और लाभ दो अलग अलग चीजें हैं हमें लाभ में नकद घटक को देखना होगा यदि नकद की अधिक मात्रा है तो हमें उस नकद के निवेश को प्रबंधित करने में भी सावधानी वर्तनी चाहिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ कैश फ्लो की मात्रा और उपलब्धता की मात्रा जानते हैं तो हमें यह जानना होगा कि उस नकद का कौन सा हिस्सा फ्लो हो रहा है और कौन सा हिस्सा स्टाटिक है जब हम नकद का उपयोग करते हैंजब यह बहता है या चलता है तो यह आय अर्जित करता है जब नकद को नकद के रूप में स्टॉक किया जाता है तो यह कोई आय नहीं कमाता है यदि इसे कर्रेंट अकाउंट में रखा जाता है तो यह 4 या 3 ब्याज भी नहीं कमाता है जो कि बचत खाते में है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास जो भी नकद की मात्रा है वह प्रवाहमान होनी चाहिए यह चलती रहनी चाहिए और इसे स्टॉक के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए यदि नकद है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह फर्म के भीतर प्रवाहित होती रहे इसका मतलब है फर्म को नकद का उपयोग कच्चे माल या अन्य प्रकार के आदानों को खरीदने के लिए या वेतन या बिजली पानी जैसी उपयोगिताओं और अन्य तरह की भुगतान का भुगतान करने के लिए करना चाहिए तो जो लाभ नकद में है वह फर्म द्वारा बनाया जा रहा है और इसे एक विभाग से दूसरे विभाग में फर्म में प्रवाहित होना चाहिए यदि नकद इस्तेमाल हो रही है तो यह काम करने की स्थिति में है यदि नकद को नकद के रूप में रखा जाता है या कैश स्टॉक किया जाता है तो इसका मतलब है कि फर्म को कैश स्टॉक का उपयोग करने के तरीके के बारे में पता नहीं है इसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज तैयार नहीं किया है तोयदि हम नकद प्रवाह और बहिर्वाह नहीं लगा रहे हैं और हम किसी प्रकार के नकद बजट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो नकद स्टॉक बहुत अधिक राशि हो जाएगी अगर हम इसका उपयोग भुगतान करने और यदि फर्म के भीतर इसकी आवश्यकता के रूप में नहीं कर रहे हैं तो यह अप्रयुक्त या निष्क्रिय हो जाएगा इसलिए इसके लिए हम नकद बजट के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं बजट क्षितिज फर्म के संसाधनों और क्षमताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है अधिकतम बजट क्षितिज जो उपयोगी है वह 1 महीने की अवधि के लिए हो सकता है या 15 दिनों के लिए हो सकता है और न्यूनतम इसे 1 सप्ताह के लिए होना चाहिए इसलिए जो फर्म एक सप्ताह के लिए बजट तैयार कर रहे है वे स्टॉक की कम मात्रा रख रहे हैं वे इस मौजूदा संपत्ति की वित्तीय लागत बचा रहे हैं वे कर्रेंटएसेट का पता लगाती हैऔर यदि नकद की कमी की संभावना है तो फर्म विभिन्न स्रोतों से नकद की आवश्यक व्यवस्था करती है लेकिन अगर हम इसे पहले से जानते हैं कि सप्ताह के अंत में हमारे पास अधिशेष नकद में नकद से पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए यह 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं और हमारे पास जो भी नकद है वह फर्म में बहना चाहिए उन्हें स्टॉक के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए अन्यथा लागत में वृद्धि होगी कोई रिटर्न नहीं होगा और वित्तीय लागत बढ़ जाएगी और अंत में फर्म नुकसान की स्थिति में आ जाएगा तीसरी महत्वपूर्ण बात कैश फ्लो प्रेजेंटेशन है इससे पहले आय विवरणहैं उन्हें निश्चित रूप से कंपनी द्वारा लेखांकन अवधि के अंत में तैयार करने की आवश्यकता होती है जो 12 महीने की अवधि होती है लेकिन 1994 के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और 1997 के बाद भारतीय स्तर पर हमने एक और स्टेटमेंट पेश किया जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसलिए सार्वजनिक तैयार करना आवश्यक है 1 जनवरी 1994 को इंटरनेशनल एकाउंटिंगस एंड स्टैण्डर्ड कमिटी के प्रारूप को भी तैयार किया तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 जनवरी 1994 के बाद तैयार किया जा सकता है यह कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसे AS3 कहा जाता है को लागू किया गया और जनवरी 1997 से AS3 के तहत भारत में इस स्टेटमेंट को अनिवार्य कर दिया गया प्रत्येक भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अब 3 स्टैचूटोरी स्टेटमेंट बन गया है यह स्टेटमेंट सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए अनिवार्य है क्योंकि कुछ बहुत अच्छी तरह से स्थापित और वैध कारणों के कारण जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि IASC ने न केवल इसे अनिवार्य कर दिया बल्कि कैश फ़्लो स्टेटमेंट का प्रारूप भी दिया तो यह 3 व्यापक श्रेणियों के तहत तैयार किया जाता है पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसे तीन श्रेणियों में क्यों विभाजित किया गया है उदाहरण के लिए यदि यह एक विनिर्माण फर्म है तो नकदी का मुख्य स्रोत या लाभ संचालन से होना चाहिए इसलिए नकद का मुख्य स्रोत संचालन से होना चाहिए दूसरा स्रोत इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं यदि आय के स्रोत को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तो आप किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं फर्म को पता होना चाहिए कि वे अपने परिचालन से कितना लाभ या धन या आय अर्जित कर रहे हैं जो आय का एक प्रमुख स्रोत है वे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कितना कमा रहे हैं संचालन का मुख्य स्रोत आय विवरण कहा जाता है तो ट्रेडिंग खाते में हमारे पास क्रेडिट के रूप में कहा जाता है और इसे आगे लाभ और हानि खाते में लाया जाता है जब आप लाभ और हानि खाते को तैयार करते हैं तो आप सकल लाभ का अंतिम भाग है अब हम यह जानना चाहते हैं कि शुद्ध लाभ कहाँ से अर्जित किया गया है शुद्ध लाभ करके उन्हें एक और 1000 रूपए मिले तो कुल राशि रु 13000 हो गए मान लें कि अप्रत्यक्ष खर्च 8000 रुपये हैं इसलिए कर से पहले का शुद्ध लाभ 5000 है क्योंकि 13000 से 8000 घटाया तो हमें 5000 मिले उदाहरण के लिए आप कर का भुगतान कर रहे हैं जैसे कि 1500 रुपये तो आखिरकार टैक्स के बाद आपका शुद्ध लाभ है और सकल लाभ फर्म के कुशल संचालन का उत्पादन है एक विनिर्माण संगठन के लिए आय का मुख्य स्रोत सकल लाभ से आय उत्पन्न कर सकती है लेकिन आमतौर पर परिचालन से आय की तुलना में वह राशि कम होती है यदि रिवर्स हो रहा है उदाहरण के लिए सकल लाभ 4000 रु यहां ऑपरेशन से होने वाली आय अकेले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से योगदान का कुल योग बहुत अधिक है यह संकेत देता है कि नकद का स्रोत केवल फर्म का संचालन नहीं है बल्कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं लेकिन यह फर्म एक निवेश और वित्त कंपनी नहीं है यह फर्म मूल रूप से विनिर्माण कंपनी है तो आय का प्रमुख स्रोत परिचालन होना चाहिए और सकल लाभ के रूप में होना चाहिए लेकिन सकल लाभ की राशि 8000 है जो सकल लाभ से अधिक है तो इसका मतलब है कि फर्म के संचालन के बारे में कुछ गड़बड़ है हमें इस फर्म की बहुत स्पष्ट रूप से जांच करनी होगी हमें यह पता लगाना होगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो फर्म के मुनाफे में योगदान दे रही हैं और अंत में फर्म के नकद में बढ़ोतरी कर रही हैं यदि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का उपयोग कर रहे हैं आपको पता चला है कि कर के बाद कुल शुद्ध लाभ 3500 है लेकिन इस 3500 में बड़ा योगदान इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ने IASC के प्रारूप को स्वीकार कर लिया तो आय के स्रोतों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से परिभाषित हम अब कर सकते हैं चाहे फर्म का संचालन नकद का स्रोत हो या क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीजके तहत तैयार किया जाना चाहिए IASC ने सुझाव दिया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया है माल की बिक्री और रेंडरिंग से अधिक इस्तेमाल हो रही है तो यह एक गंभीर सवाल है जिसका उत्तर जरूरी है दूसरी बात रॉयल्टी कहते हैं

प्रीमियम और दावों वार्षिकी और अन्य पॉलिसी लाभों के लिए एक बीमा उद्यम की नकद रसीदें क्योंकि बीमा कंपनी का मुख्य व्यवसाय प्रीमियम प्राप्त करना है इसलिए प्रीमियम के कोई भी प्रवाह बीमा कंपनी का संचालन होता है आयकर को धनवापसी तब तक किया जाता है जब तक कि उन्हें विशेष रूप से फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से संबंधित हैं जब ये निपटने या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किए जाते हैं एक फर्म ने अपने जोखिम को कम करने के लिए या शायद किसी अन्य उद्देश्य के लिए कुछ व्युत्पन्न खरीदे हैं फिर इन व्युत्पन्न उत्पादों से आने वाले नकद प्रवाह को परिचालन से उत्पन्न नकद प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है इसी तरह उन्होंने स्पष्ट रूप से नकद के बहिर्वाह है फिर प्रीमियम दावों और वार्षिकी और अन्य नीतिगत लाभों के लिए एक बीमा के साथ पहचाने नहीं जाते और अंतिम में नकद भुगतान से संभंधित फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट श्रेणियां हैं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है सभी इनफ्लो और उनके अनुप्रयोग हैं फिर हम अगले भाग के बारे में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से नकद प्रवाह होता है फिर कैश रिसीट्स जो शेयरों में ब्याज के अलावा उन उपकरणों से प्राप्तियों को छोड़कर जो नकद समकक्ष और सौदे या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए थे फिर एक वित्तीय उद्यम द्वारा वसूल किए गए अग्रिमों और ऋणों को छोड़कर तीसरे पक्ष को किए गए अग्रिमों और ऋणों के भुगतान से नकद प्राप्तियां यदि किसी भी विनिर्माण फर्म ने अन्य उद्यमों को अपने भंडार और अधिशेष से ऋण दिया है और यदि वे उस ऋण को वसूल करते हैं तो यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश रिसीट्स लेकिन अनुबंध निपटने या व्यापारिक उद्देश्य के लिए लगाए गए नकद को छोड़कर आयोजित किए जाते हैं या रसीदों को वित्त पोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे ऑपरेटिंग एक्टिविटीजके बचाव के लिए खरीदा जा रहा है बल्कि केवल निवेश के उद्देश्य से खरीदा जा रहा है अन्य उद्यमों के शेयरों वारंटों या ऋण उपकरणों है अगला है वित्तीय उद्यमों द्वारा किए गए अग्रिमों और ऋणों को छोड़कर तीसरे पक्ष को दिया गया नकद अग्रिम और ऋण फ्यूचरफॉरवर्ड ऑप्शन और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है हमारी चर्चा का अंतिम भाग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को जारी करने से नकद आय है जब कोई कंपनी बाजार में शेयर जारी या बेचती है तब नकद उत्पन्न होता है इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जब कोई व्यक्ति शेयर के रूप में जाना जाता है कैश आउट फ्लो नकद भुगतान या उधार ली गई राशियों का भुगतान है उदाहरण के लिए जब शेयरों का बायबैक होता है तब कंपनी शेयर खरीदती है और शेयरधारक को राशि का भुगतान करती है यह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कारण कैश आउट फ्लो के रूप में जाना जाता है जब हम प्रेफरेंस शेयरों होता है तो एक बहुत स्पष्ट कट डिवीजन होना चाहिए अर्थात् ऑपरेशन से कितना नकद आ रहा है कितना नकद निवेश से आ रहा है कितना नकद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ रहा है ताकि कोई आसानी से पता लगा सके कि नकद का प्रमुख स्रोत क्या है यदि नकद बड़े पैमाने पर परिचालन से आ रही है तो कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य से आ रही है और कम नकद परिचालन से आ रही है और कंपनी एक विनिर्माण कंपनी है तो यह चिंता का विषय हैकंपनी में कुछ गड़बड़ है इसलिए एक लेनदार के रूप में या इस कंपनी को धन के ऋणदाता के रूप में हमें बहुत सावधान रहना होगा इससे पहले कि हम इस चर्चा को बंद करें मैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहा जाता है कभी कभी हमें अगले एक सप्ताह या अगले 15 दिनों तक या अगले 1 महीने के लिए नकद की आवश्यकता नहीं होती है यदि उस समय के दौरान हमारे पास कुछ अधिशेष नकदी है तो हम उस नकदी को अल्पकालिक है जिन्हें बहुत कम समय में नकद में बदला जा सकता है वे लिक्विडिटी को रखते हैं या कुछ समय के लिए नकद के साथ साथ सिक्योरिटीज को रखते हैं फर्म की नकद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद की कुछ राशि को नकद के रूप में रखा जाता है और शेष राशि को बाजार की सीमाओं में बदल दिया जाता है फर्म शुद्ध लिक्विडिटी को पूरा करने में सक्षम है और इसे तकनीकी रूप से दिवालिया नहीं माना जाता है तो लिक्विडिटीकहा जाता है ये दोनों मॉडल बहुत दिलचस्प हैं और कुशल कैश मैनेजमेंट में मदद करते हैं लेकिन दोनों मॉडल के बारे में मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद